आपका स्वागत है छात्रों ब्रेक से पहले हम पारंपरिक एडवांस कंट्रोलर के रूप में जाना जाता है यह भी सिलेक्टिव कंट्रोल को बदलने के लिए किया जाता था यदि आप दोनों के बीच अंतर देखना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि ऑक्शनियरिंग कंट्रोल वास्तव में उपयोगी होगा आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली जगह जहां ऑक्शनियरिंग कंट्रोल जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास एक फिक्स बेड रिएक्टर है तो आप देखेंगे कि सांद्रता में परिवर्तन दिखाई देगा सांद्रता और तापमान इसलिए ये सभी सिस्टम के वेरिएबल हैं वे समय के फंक्शन के साथ साथ स्थान के फंक्शन के रूप में भी वेरिएशन दिखाएंगे तो पूरे स्थान पर यह सांद्रता और तापमान अलग अलग होंगे अगर मैं इसके क्रॉस सेक्शन को देखता हूं अगर मैं क्रॉस सेक्शन के संदर्भ में ज़ूम करता हूं जैसे हम कहते हैं एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन फिर भी इस क्रॉस सेक्शन के भीतर रेडियल दूरी के एक फ़ंक्शन के रूप में आप देख सकते हैं कि सांद्रता और तापमान अलग हैं यहां तक कि जब हम डिजाइन करते हैं तो हम मानते हैं कि रेडियल डिस्टेंस के फंक्शन के रूप में भी भिन्न होंगे यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि प्रवाह कितना अच्छा है यह सब प्रवाह वितरण पर निर्भर करता है या मैं कहूंगा कि वास्तविक प्रवाह वितरण न कि एक सैद्धांतिक या आदर्श प्रवाह वितरण जिसका उपयोग हम इस तरह की प्रणाली को डिजाइन करने के लिए करते थे तो क्या होता है एक वास्तविक फिक्स्ड बेड रिएक्टर की निगरानी करें और इन तापमानों को एक निश्चित सुरक्षित मूल्य से नीचे नियंत्रित करने का प्रयास करें समस्या इसलिए आती है क्योंकि आपको नहीं पता कि वास्तव में ऐसा हॉट स्पॉट का पता लगाने और एक निश्चित सुरक्षित मूल्य से नीचे इसे नियंत्रित करने की कोशिश करने के मामले में यह वास्तविक व्यावहारिक समस्या बन जाती है तो आमतौर पर ऐसे मामले में क्या किया जाता है कि रिएक्टर की लंबाई के साथ साथ आपके पास कई तापमान सेंसर होने से आपके पास बहुत सारे माप हैं उस से आइडिया यह है कि आप पहचानना चाहते हैं कि हॉट स्पॉट को नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा इसलिए अगर मैं यह दिखाना चाहता हूं कि यह स्ट्रेटजी कैसी दिखाई देगी हम कहते हैं कि यह हमारा पैक्ड बेड रिएक्टर के माप के रूप में किया जाएगा और अंततः आपके पास एक कंट्रोल स्ट्रेटजी होगी तो यह सेट पॉइंट होगा और इसका उपयोग फीड वाल्व को कंट्रोल करने के लिए किया जाएगा आप जान सकते हैं यह एक ऑक्शनियरिंग कंट्रोल में हॉटस्पॉट तापमान को नियंत्रित करने के लिए इस तरह की स्ट्रेटजी का उपयोग आमतौर पर किया जाता है चलिए अब हम एक अन्य पारंपरिक एडवांस कंट्रोल स्ट्रेटजी जिसे रेश्यो कंट्रोल स्ट्रेटजी के रूप में जाना जाता है की ओर बढ़ते हैं जैसे कि नाम बताता है कि हम एक निश्चित प्रोसेस वेरिएबल के अनुपात को कंट्रोल करेंगे आपके दूसरे केमिकल इंजीनियरिंग कोर्स में आपने शायद देखा होगा कि वहां विभिन्न अनुपात हैं जो कि महत्व के हैं उदाहरण के लिए मैं डिस्टलेशन या ऑपरेशन के बारे बात कर रहा हूं तो आपके दिमाग में क्या अनुपात आता है आप कहेंगे कि आप रिफ्लक्स रेश्यो को कंट्रोल या मेंटेन करना चाहेंगे यदि आप रिएक्शन इंजीनियरिंग का एक उदाहरण ले रहे हैं तो आप फीड रेश्यो को मेंटेन करने में रुचि रख सकते हैं कई बार आप उस स्पीड को मेंटेन करना चाहते हैं जो कि एक निश्चित अनुपात में आपके सिस्टम में जा रही है यदि मैं अमोनिया संश्लेषण का उदाहरण लेना चाहता हूं तो आप चाहेंगे कि N2 से H2 का अनुपात 13 हो ताकि आप रिएक्टर की वांछित अधिकतम उत्पादकता को प्राप्त कर पाए अथवा यह एक अतिरिक्त फ़ीड अनुपात हो सकता है दहन में बहुत बार आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ईंधन का पूरा दहन प्राप्त हो इसलिए आप अधिक मात्रा में हवा की आपूर्ति करेंगे और हवा का कितना अतिरिक्त उपयोग किया जाना चाहिए यह अनुपात आपके सिस्टम के प्रमुख ऑपरेटिंग मापदंडों में से भी एक हो सकता है तो यह दहन के लिए उदाहरण होगा अन्य स्थान जहाँ आप अनुपात कंट्रोल रखना चाहते हैं उदाहरण के लिए मीथेन स्टीम रिफॉर्मिंग जहाँ आप भाप कार्बन अनुपात को बनाए रखना चाहते हैं यहां कई सारे स्थान हैं आप अपने अन्य रासायनिक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों को फिर से देख सकते हैं और आप महसूस करेंगे कि बहुत बार हम कुछ अनुपातों को बनाए रखने में रुचि रखते हैं क्योंकि यह उस विशेष प्रणाली की उत्पादकता या इकोनॉमिक्स को नियंत्रित करता है आइए देखें कि हम एक सिस्टम में इस तरह के अनुपात को कैसे कंट्रोल या बनाए रखते हैं मैं ब्लेंडिंग का एक बहुत ही सरल उदाहरण लेता हूं ब्लेंडिंग एक ऑपरेशन है जहां आप दो धाराओं को मिलाने जा रहे हैं और आप उन्हें एक विशेष अनुपात में मिलाना चाहते हैं मान लें कि आपके पास एक धारा A है जो एक विशेष स्रोत से आ रही है और आप इसे दूसरी धारा FB के साथ मिलाने जा रहे हैं जिससे आप इसकी फ्लो रेट को नियंत्रित कर सकते हैं इन दोनों को मिलाया जाता है और जो आपको मिलता है वह मिश्रण है और आप इसे इस तरह से मिश्रित करना चाहते हैं कि मेरे पास एक निश्चित FA FBअनुपात बनाए रखा जाना है यह दो तरीकों से किया जा सकता है पहला तरीका है या सीधा तरीका है कि आप FA के तात्कालिक मान को माप सकते हैं तो वह है फ्लो मेजरमेंट के बारे में बताएगा और आपके पास एक कंट्रोलर हो सकता है जिसके पास एक निर्धारित अनुपात होगा तो हम कहते हैं कि यहाँ सेट बिंदु के रूप में जाना जाता है हालांकि हमारी इस विशिष्ट प्रकार की कंट्रोल स्ट्रेटजी में एक कमी है वह यह कि यह नॉनलीनियर प्रकार की है ऐसा कहने का मेरा मतलब क्या है यदि आप इस विशिष्ट प्रकार के कंट्रोलर को देखते हैं तो इस कंट्रोलर के लिए कंट्रोल्ड वेरिएबल u FB है यदि मैं देखता हूं कि कंट्रोल वेरिएबल और मैनिपुलेटेड वेरिएबल परिवर्तित होने वाला है क्योंकि FA और FB परिवर्तित होने वाले हैं यह कंट्रोल वेरिएबल और मैनिपुलेटेड इनपुटके बीच एक नॉनलीनियर प्रकार का सिस्टम है और हमने देखा है कि अभी तक हमने PID कंट्रोलर के रूप में जो भी कंट्रोलर देखे हैं वह सब लीनियर कंट्रोलर है उस स्थिति में क्योंकि प्रोसेस गेन भी डिस्टरबेंस के मान के आधार पर बदलने वाली है यह कंट्रोल स्ट्रेटजी डिस्टरबेंस या डिस्टरबेंस विंडो यानी कितना डिस्टरबेंस यह सहन कर सकती है के दौरान आपको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं दे सकती है FAके उस मान FAमें परिवर्तन के आधार पर कंट्रोलर उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन कर सकता है या खराब प्रदर्शन कर सकता है यह है डायरेक्ट रेश्यो कंट्रोल का एक बड़ा दोष है चलिए अब हम देखते हैं कि इसे कैसे हटाया जा सकता है या इस त्रुटि को या इस सीमा को कैसे परिशोधित किया जा सकता है तो ऐसा करने के लिए हम जो प्रयोग करने वाले हैं उसे एक इनडायरेक्ट रेश्यो कंट्रोल के रूप में जाना जाता है चलिए अब हम समान उदाहरण लेते हैं हमारे पास एक धारा के रूप में FA है और इसे आप दूसरी धारा FB के साथ मिला रहे हैं और इस स्थिति में उत्पाद को प्राप्त करने के लिए आप जो करते हैं वह है आप FA का मान मापते हैं आपका प्रवाह माप आपको FA का मान देगा और यह जो भी आपका set है में लिया जाएगा अनुपात का जो भी निर्धारित मान है उसमें यह लिया जाता है यह मापता है कि FA का वर्तमान मान क्या है और इन दोनों का उपयोग करके यह गणना करेगा कि इस अनुपात को बनाए रखने के लिए के कितने FB की आवश्यकता है तो आप प्रत्यक्ष रूप से अनुपात को कंट्रोल या अनुपात की गणना नहीं करते हैं आप डिस्टरबेंस वेरिएबल को मापते हैं FA के मान के संगत FB का आदर्श मान पता लगाने के लिए अनुपात के निर्धारित मान का उपयोग करते हैं और फिर इस विशिष्ट प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए इसे सेट पॉइंट के रूप में उपयोग करते हैं अब आपके पास एक दूसरा प्रवाह माप होगा और इस त्रुटि के आधार पर आप के पास एक कंट्रोलर होगा जो कि प्रवाह दर को निर्धारित करेगा इसलिए आप अप्रत्यक्ष रूप से अनुपात को कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि जब तक इस FB को FBset पर बनाए रखा जाता है मेरा setके बराबर होगा इस स्ट्रेटजी का लाभ यह है कि यदि आप कंट्रोल्ड वेरिएबल चलिए अब हम एक अगली अथवा अंतिम पारंपरिक एडवांस कंट्रोल स्ट्रेटजी की ओर बढ़ते हैं जिसे इन्फ्रेंशियल कंट्रोल के रूप में जाना जाता है जैसा कि नाम से समझ में आता है कि हम यहां जो करने वाले हैं वह है कि हम कंट्रोल्ड वेरिएबल का कुछ द्वितीयक माप के माध्यम से अनुमान लगाने वाले हैं चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि हम इन्फ्रेंशियल कंट्रोल की बारे में क्यों जान रहे हैं अनुमान से हमारा मतलब क्या है द्वितीयक माप क्या है आइए हम फिर से अपने बहुत ही सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली पृथक्करण प्रक्रियाओं पर वापस जाते हैं यह एक डिस्टलेशन है आप जानते हैं कि डिस्टलेशन में हमारी रुचि शीर्ष शुद्धता को कंट्रोल करने में होती है जो आमतौर पर किया जाएगा चलिए हम कहते हैं कि यह आपके डिस्टलेशन कॉलम को नियंत्रित करना चाहते हैं अब क्या होता है एक डिस्टलेशन कॉलम में या सामान्य रूप से जब आप शुद्धता को मापना चाहते हैं तो ये बहुत सीधे माप नहीं होते हैं वे इस बात पर अत्यधिक निर्भर हैं कि कौन सी प्रजाति है जिसे आप कभी कभी मापने की कोशिश कर रहे हैं इसे ऑनलाइन मापना आसान हो सकता है बहुत बार आपको नमूना निकालना होगा इसे प्रयोगशाला में प्रोसेस करना होगा और केमिस्ट द्वारा नमूने को प्रोसेस करने के बाद आपके पास उस विशेष कंट्रोल वेरिएबल का माप होगा अब आप देख सकते हैं कि यह प्रोसेस कुछ सेकंड से लेकर कभी कभी मिनट कुछ मिनट या यहां तक कि एक घंटे के कुछ अंश तक हो सकती है यदि आप देख रहे हैं कि आपका कंट्रोलर यह देखने में सक्षम नहीं है कि उस दौरान क्या हो रहा है तो यह कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है सभी फीडबैक कंट्रोल स्ट्रेटजी के साथ जाना होगा बहुत बार शुद्धता वांछित मूल्य तक पहुंचने में कुछ घंटों का समय ले सकती है क्योंकि आपके पास बहुत तेज फ्रीक्वेंसी पर संघटन माप नहीं है अब यह ऑपरेशन या नियंत्रण प्रणाली के डिजाइन के संदर्भ में एक बहुत बड़ी चुनौती है तो क्या किया जा सकता है इस संघटन को मापने के बजाय हम अपने कुछ ऊष्मागतिकी के बुनियादी सिद्धांतों का उपयोग कर सकते हैं जो कहते हैं कि हम इसे कॉलम के शीर्ष पर ले जा सकते हैं यदि यह कंडेनसर एक पूर्ण कंडेनसर है तो जो भी वाष्प प्रवस्था में संघटन था वही संघटन आसवन पर होगा अब आप इस संघटन को लेते हैं वह संघटन तापमान का एक फलन है यदि मैं एक बायनरी मिश्रण लेता हूं अगर मुझे कॉलम के शीर्ष पर एक विशेष संघटन की आवश्यकता होती है जो मुझे एक विशेष तापमान देगा जो पुनः कॉलम के शीर्ष पर होना चाहिए दिया गया है कि यह एक विशिष्ट प्रेशर पर है अधिकांश बार आप अपना कॉलम एक स्थिर दाब पर संचालित करते हैं जब तक कॉलम में दबाव निर्धारित है तब तक एक विशेष तापमान एक विशेष तापमान होने से यह सुनिश्चित होगा कि एक विशिष्ट शुद्धता इस कॉलम के अंदर पहुंच गई है और हमने देखा है कि ये तापमान माप बहुत तेज हैं आजकल तापमान माप मिली सेकंड रेंज या सब सेकंड रेंज में किया जा सकते हैं इसलिए एक संघटन को मापने के स्थान पर जिसमें मिनट या घंटे लगते हैं हम तापमान को माप कर कॉलम के अंदर शुद्धता का अनुमान लगा सकते हैं फिर आप इस तापमान माप का उपयोग अप्रत्यक्ष रूप से शुद्धता को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं अर्थात आप मैनिपुलेटेड वेरिएबल है को बदलकर इस तापमान को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे इसलिए शुद्धता मापों का उपयोग करने के बजाय आप वास्तव में कॉलम की अंदर की तापमान को मापते हैं और फिर उस शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए आप इसकी तुलना वांछित तापमान से करते हैं और तब वह मैनिपुलेटेड वेरिएबल के रूप में जाना जाता है तो यहां हमने क्या किया था हमने कॉलम के अंदर की शुद्धता का अनुमान कॉलम के अंदर के तापमान के द्वितीयक मापों का उपयोग करके किया था अब यह केवल इन्फ्रेंशियल कंट्रोल का विहंगावलोकन है यह आवश्यक नहीं है कि आपको केवल टॉप ट्रे तापमान का उपयोग करना है वास्तव में अत्यधिक शुद्धता वाले सिस्टम के लिए आप टॉप ट्रे तापमान को द्वितीयक माप के रूप में उपयोग नहीं करना चाहेंगे और यह पता लगाने के लिए कि कौन सी विशेष ट्रे संरचना परिवर्तन के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है और उस विशेष ट्रे तापमान का उपयोग एक इन्फ्रेंशियल वेरिएबल के रूप में किया जाता है वेरिएबल की गुणवत्ता के रूप में जिसे एक सेकेंडरी माप के रूप में उपयोग किया जा सकता है आप देख सकते हैं कि यदि मैं द्वितीयक माप के गुणों को कहता हूं तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण इसका प्राइमरी कंट्रोल वेरिएबल पर अत्यधिक प्रभाव होना चाहिए यह सीधा है क्योंकि यदि आप अपने मुख्य कंट्रोल वेरिएबल का अनुमान लगाने के लिए जो भी वेरिएबल का उपयोग कर रहे हैं यदि वह उस वेरिएबल को दृढ़ता से प्रभावित नहीं करता है तो कंट्रोल स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी दूसरा गुण यह है कि इसमें तेज माप होना चाहिए इसे तेजी से माप की अनुमति देनी चाहिए फिर से यह इन्फ्रेंशियल कंट्रोल की प्रेरणा के साथ संबंध रखता है पूरा आईडिया यह था कि प्राइमरी कंट्रोल वेरिएबल को मापना आसान नहीं है या माप के मामले में बहुत धीमा है इसलिए आप ऐसा कुछ चाहते हैं जिसे तेजी से मापा जा सके फिर अंत में जो बहुत मुश्किल मुद्दा है वह यह है कि विशेषकर और मैं विशेषकर कह रहा हूं क्योंकि ऐसा करना हमेशा संभव नहीं है इसे कंट्रोल वेरिएबल के साथ वन टू वन मैपिंग होना चाहिए ताकि आप द्वितीयक माप प्राप्त करने के लिए हमेशा इस सिस्टम को हल कर सकें क्या होगा यदि Tset समान Tset पर आप xDset के दो मान रख सकते हैं तब Tset को मेंटेन करके सिस्टम आपको वांछित प्रदर्शन नहीं दे सकता आप यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि आप xDset1 या xDset2 प्राप्त करने वाले हैं इसीलिए मैंने कहा कि आमतौर पर आप सेकेंडरी और प्राइमरी कंट्रोल वेरिएबल के बीच वन टू वन संबंध रखना चाहेंगे यह हमें पारंपरिक उन्नत नियंत्रकों प्रकार की कंट्रोल स्ट्रेटजी से चलते हैं और हमने यह भी देखने की कोशिश की कि कुछ परिस्थितियों को शामिल करने के लिए जोकि केमिकल इंजीनियरिंग में अक्सर सामने आती हैं संरचना के संदर्भ में हम इसे कैसे संशोधित कर सकते हैं जैसे हमने तेज डिस्टरबेंस को खारिज करने के लिए कैस्केड का उपयोग कर सकते हैं अंतिम रूप से हम इन्फ्रेंशियल कंट्रोल कहा जाता था जिसे हम ब्रेक के बाद देखेंगे इसलिए आपका धन्यवाद